इस व्याख्यान में हम उद्योग 40 क्रांति को बनाए रखने के लिए कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण अवधारणाओं से गुजरने वाले हैं तो मूल रूप से सिर्फ विकास आवश्यक नहीं है बल्कि नई तकनीकों नई प्रकार की सेवाओं और इसी तरह की शुरूआत के संदर्भ में विकास लेकिन यह भी आवश्यक है कि नई सेवाओं नई पद्धति नई तकनीकें जो शुरू की गई हैं को बनाए रखने में सक्षम हो तो आवश्यक है अनिवार्य रूप से यह सुनिश्चित करना है कि नई शुरू की गई अवधारणाओं प्रौद्योगिकियों तरीकों की स्थिरता बनी रहे शब्द स्थिरता का अर्थ है एक निर्धारित दर पर जारी रखना एक स्थायी उद्योग ऊर्जा दक्षता संसाधनों का संरक्षण और कम अपशिष्ट उत्पादन प्रदान करता है तो आखिरी वाला विशेष रूप से बहुत ज़रूरी है ऊर्जा दक्षता बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ऊर्जा बचाने और इस तरह पर्यावरण को बचाने के बारे में वैश्विक चिंता है तो ऊर्जा दक्षता पर्यावरण के कार्बन पदचिह्न कम करने के लिए निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण है लेकिन यह सुनिश्चित करने के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है कि उपयोग किए जाने वाले सभी संसाधन संरक्षित हैं और अपशिष्ट की मात्रा काफी कम हो गई है तो यह निर्माण का एक स्थायी तरीका होगा उत्पादन या विकास की स्थायी विधि इसलिए आइए हम विनिर्माण उद्योग में स्थायित्व के प्रसंग में विचार करें उद्योग 40 के संदर्भ में प्रस्तावित है कि पूर्व औद्योगिक क्रांतियों की विशेषताओं को बेहतर स्थाई रूप से शामिल किया जा सके तो हम ना केवल नई चीजों का परिचय कराना चाहते हैं बल्कि हमें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि जो कुछ भी पिछली औद्योगिक क्रांतिओं के कारण मौजूद है उसे पहले की तरह यथावत रखा जाए नई तकनीकों तरीकों को शुरू करना और चीज़ों को बहुत अधिक सतत और स्थाई रूप से जारी रखना ताकि यह सिर्फ एक बार का मामला बनकर ना रह जाए उद्योग 40 या चौथी औद्योगिक क्रांति एक व्यापक औद्योगिक क्रांति है जोकि इस स्थिरता के मुद्दे को ध्यान में रखता है क्योंकि यह नई अवधारणाओं का परिचय देता है नई प्रौद्योगिकियों लेकिन यह भी सुनिश्चित करता है कि लंबे समय में स्थिरता बनी रहे उद्योग 40 में वैश्वीकरण और उभरते हुए मुद्दे भी शामिल है इसलिए जब हम पहले स्थिरता के बारे में बात करते हैं तो हमारे मामले में कुछ उद्योग पर विचार करना आवश्यक है विनिर्माण उद्योग और उनकी स्थिरता के मुद्दों का आकलन सबसे पहले आपको इस बात का आकलन करना होगा कि विशेष उद्योग कितना टिकाऊ है मौजूदा प्रक्रियाओं के संदर्भ में या प्रक्रियाओं या उत्पाद जोकि निर्मित किया जा रहा है एक विनिर्माण उद्योग को आधुनिक औद्योगिक समाज का आधार माना जाता है और विश्व अर्थव्यवस्था की आधारशिला है इस स्थिरता का अनुमान लगाने और इसका आकलन करने के लिए इस शब्द S over SD का मूल्यांकन करने की आवश्यकता है इस S over SD विभिन्न मुद्दों विभिन्न मापदंडों पर विचार करता है जो वैश्वीकरण के मुद्दे से जुड़े होते हैं टिकाऊ उद्योगों को चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं वैश्वीकरण के मुद्दे किसी भी विकास या किसी विनिर्माण या कोई भी उत्पादन प्रणाली की स्थिरता को प्रभावित करते हैं वहाँ पाँच अलग वैश्वीकरण के तत्वों को दर्शाया गया है तो पहला व्यापार मॉडल अगला ऊर्जा की कीमत सूचना और संचार को अपनाना आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है विशेष रूप से विनिर्माण संदर्भ में और उभरते बाजारों का समावेश तो ये हैं कुछ का महत्वपूर्ण मुद्दे या वैश्वीकरण के छोर है हम आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के साथ शुरुआत करेंगे इसलिए आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन निम्न के बारे में बात करती है विभिन्न चरणों के बारे में विचार करना जिसके माध्यम से उत्पादन प्रणाली की शुरुआत से आपूर्ति तक जाता है इन विनिर्माण उद्योगों में वहाँ अलग आपूर्तिकर्ता है एक पूरी उत्पादन प्रणाली और विभिन्न ग्राहक है इनमें से प्रत्येक एक साथ विभिन्न चरणों के माध्यम से जाता है चरणों का अनुक्रमण पूरे प्रणाली के लिए है जिसके बारे में SCM मूल रूप से बात करता है आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन SCM में सबसे महत्वपूर्ण स्टेज आउटसोर्सिंग के लिए घटकों या कच्चे माल के कुछ हिस्सों का चयन होता है इसलिए आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के पास अनेक अतिरिक्त पर्यावरण चिंताएँ भी है तो ये ऐसे मुद्दे हैं जो मूल रूप से समग्र स्थिरता में योगदान करते हैं जलवायु परिवर्तन के मुद्दे संदूषण जो कि पर्यावरण में अपशिष्ट मिलने के कारण होता है संदूषण संसाधन की खपत कितना साधन उपभोग किया जाता है विभिन्न मानव संसाधन गैर मानव संसाधन यह मूल रूप से संसाधन की खपत का अनुकूलन करने के लिए आवश्यक है ये विभिन्न आपूर्ति श्रृंखलाएं प्रबंध मुद्दे हैं दूसरी चीज है आईसीटी सूचना और संचार प्रौद्योगिकी की शुरूआत जैसा कि हम जानते हैं कि आज आईसीटी कुल मिलाकर अधिकांश आधुनिक विनिर्माण उद्योग की रीढ़ है इसलिए यदि कोई सूचना प्रौद्योगिकी या संचार प्रौद्योगिकी नहीं होगी तो उद्यम के भीतर और बाहर कोई संचार नहीं हो सकता हमारे द्वारा वितरित किए गए वितरण के लिए भी यह संचार तकनीक आवश्यक है विभिन्न लोगों के बीच संचार वितरित संचार के बीच विभिन्न लोगों संगठन की विभिन्न प्रयोगशालाओं के बीच वितरित संचार या अलग अलग स्थानों या एक ही संगठन के विभिन्न परिसरों में या यहां तक कि इसके बीच उचित संचार होने के लिए भी आवश्यक है किसी विशेष संगठन के विभिन्न साथी जो की उत्पादों या सेवाओं के विनिर्माण के लिए सहयोग करते हैं तो कुल मिलाकर आईसीटी बहुत महत्वपूर्ण है तथा हम बात कर रहे हे आईसीटी के बारे में एक बड़े रूप में बड़े संदर्भ में जिसमें न केवल कंप्यूटर और संचार प्रौद्योगिकियों की शुरूआत बल्कि उद्योग 40 संदर्भ में काम आने वाले सेंसर और उनके व दूसरी चीजों के बीच में संपर्क भी सम्मिलित है इसलिए ग्राहक उत्पादन करता और सप्लायर के बीच संपर्क बहुत महत्वपूर्ण है उन्हें इन कंप्यूटरों कंप्यूटिंग को एक वास्तविकता बनाता है विभिन्न उपकरणों की पोर्टेबिलिटी फिर कंपनी के विनिर्माण में उपयोग आने वाले विभिन्न भागों में गतिशीलता के लिए किया जा रहा है वायरलेस संचार प्रौद्योगिकी बहुत महत्वपूर्ण बात है तीसरा जीपीएस करने की आवश्यकता होती है और जो मूल रूप से संपूर्ण उत्पादन प्रणाली के विभिन्न भागों में गतिशीलता और पोर्टेबिलिटी की पूर्ण और कुशल निगरानी करने में मदद करते हैं तीसरा ऊर्जा की कीमतें हैं अगर आप बड़े पैमाने पर चलने वाले उद्यम की बात कर रहे हैं तो समग्र रूप से ऊर्जा की खपत भी विचार करने योग्य है तो बड़ा उद्यम का मतलब है ज्यादा ऊर्जा की खपत लेकिन यह वातावरण के लिए टिकाऊ और फायदेमंद है अधिक ऊर्जा की खपत मूल रूप से वातावरण पर बड़े प्रभाव की ओर ले जाती है और जो बहुत वांछनीय नहीं है इसलिए उद्यमों के लिए यह सुनिश्चित करना बहुत महत्वपूर्ण है कि इन नए प्रौद्योगिकियों की शुरूआत के कारण ऊर्जा की खपत कम हो ऊर्जा पहले बनाया जाता है फिर स्थानांतरित किया जाता है फिर एक अलग रूप में बदल दिया जाता है और फिर नष्ट हो जाता है उदाहरण के लिए यदि आप बिजली के बारे में बात कर रहे हैं बिजली जनरेटिंग पावर प्लांट तथा हस्तांतरण लाइनों के माध्यम से स्थानांतरित किया जाता है यह एक स्थान से उत्पादन स्टेशन से अन्यत्र बिजली सब स्टेशन तक और विभिन्न अन्य बिंदुओं तक स्थानांतरित किया जाता है तो ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में बदली जाती है हमारे उदाहरण में बिजली तब्दील हो जाती है हम कहते हैं कि अगर हम गोदामों में लैंप और बल्ब से प्रकाश व्यवस्था के बारे में बात कर रहे हैं यहां बिजली प्रकाश ऊर्जा में तब्दील हो रही है तो जो कुछ भी आवश्यक है वह चक्र है हालांकि ऊर्जा की खपत और यह परिवर्तन जो किया जाता है जो भी हो कुल मिलाकर ऊर्जा की खपत को कम करना सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है और मूल रूप से हम अर्थव्यवस्था और पर्यावरण पर भी प्रभाव डालेंगे जैसा मैंने पहले कहा है इसलिए ऊर्जा की आपूर्ति भी उचित कीमत पर मिलना महत्वपूर्ण है ऊर्जा की कीमत में वृद्धि होना अच्छा नहीं है क्योंकि यदि आप ऊर्जा की कीमत बढ़ा रहे हैं तो इसका प्रभाव उत्पाद या सेवा जो बनाया जा रहा है उसके समग्र मूल्य पर भी पड़ेगा और जो दूसरे दृष्टिकोण से सतत नहीं होगा ऊर्जा की बढ़ती हुई कीमत स्थिरता पर प्रभाव डालती है और हमने प्रभावित करने के अलग अलग तरीके देखें है यह स्थिरता नहीं है उसके अलग पहलू हैं तो जो भी वांछनीय नहीं है वह है उत्पाद या सेवा जो उत्पन्न या विकसित की जा रही है की लागत बढ़ना और ऊर्जा की लागत है अगर यह बढ़ता है तो यह वातावरण के परिपेक्ष में बहुत उपयोगी नहीं है ऊर्जा की खपत में कमी भी आवश्यक है और ऊर्जा की खपत ऊर्जा उत्पादन न केवल ऊर्जा के गैर नवीकरणीय स्रोतों से किया जा सकता है बल्कि सौर पवन जैसे अक्षय ऊर्जा स्रोतों द्वारा किया जा सकता है अगले वैश्वीकरण का मुद्दा उभरते हुए बाजार और इसके विचार हैं इसलिए बाजार नए विकसित नवीन उत्पादों के मानकों को पूरा करने में सक्षम हैं यदि आप उभरते बाजारों के बारे में सोचते हैं जब भी कोई विशेष उत्पाद की शुरुआत हो रही है तो यह आमतौर पर तानाशाही के एक चरण से गुजरता है तानाशाही का मतलब है जैसे यह एक तरह का एकाधिकार है जिस कंपनी ने मूल रूप से उत्पाद पेश किया है उसके पास एकाधिकार होता है और फिर धीरे धीरे इसे मुक्त बाजार और मुक्त अर्थव्यवस्था की ओर बदलना होगा जहां इसे दुनिया के बड़े हिस्से तक पहुंच योग्य बनाया जाएगा ऐसा उभरते बाजारों के लिए यह विचार बहुत महत्वपूर्ण है विशेष रूप से विकसित हो रहे देशों में बिजनेस मॉडल हमें बिजनेस मॉडल के बारे में सोचने की जरूरत है जो बड़े समाज के लिए मददगार साबित होगा इसलिए बड़े पैमाने पर अनुकूलन करना आवश्यक है जिसमें शामिल होगा ज्ञान जैसे कि विभिन्न देशों में अंतरराष्ट्रीय संस्कृति के विचार विभिन्न समाज और इसी तरह और स्थानीय संस्कृति भी जहाँ चीजें शुरू की गई और पहले उत्पादन किया तो व्यापार मॉडल मूल रूप से बहुत बड़े अनुकूलन के साथ सीधा संबंध रखता है इसलिए जो वैश्वीकरण के दृष्टिकोण से है आवश्यक है जो उत्पाद निर्मित होता है वह न केवल स्थानीय समुदाय अपितु अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की आवश्यकताओं को भी पूरा करना चाहिए इसलिए व्यवसाय मॉडल विकसित किए जाने चाहिए जो कि बड़े मुद्दों को रणनीतिक मुद्दों पर विचार करके रणनीतिक दृष्टिकोण लेना चाहिए इसका मतलब है एक विशेष संगठन के व्यवसाय के लिए उच्च स्तर के मुद्दे और समग्र रूप से बड़े से बड़े मुद्दे व्यवसाय मॉडल का होना भी आवश्यक है जो कि एक उद्यम के लिए आर्थिक लाभ को अधिकतम करेगा प्रतिस्पर्धी लाभ को ध्यान में रखें और उत्पाद मूल्य बढ़ावा दे उभरते मुद्दे भी हैं जैसे कि वैश्वीकरण के मुद्दे जो स्थिरता कारक में भी योगदान करते हैं इन उभरते मुद्दों में से कई ऐसे हैं जो स्थिरता के लिए योगदान करते हैं एक प्रौद्योगिकी है जनसंख्या वृद्धि सरकारी विनियमन प्राकृतिक संसाधनों का उपभोग तथा संकट मंदी और अवसाद पर विचार करना उभरते हुए मुद्दे के दृष्टिकोण से स्थिरता कारक के लिए पांच अलग अलग योगदानकर्ता हैं तो पहली तकनीक है प्रौद्योगिकी से संबंधित विचार बहुत महत्वपूर्ण हैं तो अगर हम प्रौद्योगिकी के बारे में बात कर रहे हैं हम कहते हैं मोटे तौर पर प्रौद्योगिकी को हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है हार्डवेयर के भीतर अलग अलग प्रकार की प्रौद्योगिकियों आमतौर पर कंप्यूटर जैसी तकनीकों का उपयोग किया जाता है जब हम तकनीक के बारे में बात कर रहे हैं तो हमारे पास हार्डवेयर प्रौद्योगिकियों और सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकियों होती हैं हार्डवेयर के अंदर हमारे पास विनिर्माण उद्योगों में विभिन्न प्रौद्योगिकियां हैं जैसे कि कंप्यूटर संख्यात्मक नियंत्रण मशीनें हमारे पास बारकोड जैसी विभिन्न प्रौद्योगिकियां हैं इन सभी का काफी उपयोग किया जाता है व्यापक रूप से ये और ऐसी प्रौद्योगिकियां हैं जिन्होंने समग्र रूप से भी विनिर्माण उद्योगों की उन्नति में योगदान दिया है In terms of software we have technologies such as ERP the GPS based software technologies GPS itself is hardware but the GPS based software technologies and like this there are many other software technologies that have emerged and contributed to the advancement of manufacturing industries सॉफ्टवेयर के संदर्भ में हमारे पास ईआरपी आधारित सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकियों जैसी प्रौद्योगिकियां हैं जीपीएस हार्डवेयर होता है लेकिन जीपीएस आधारित सॉफ्टवेयर तकनीक और इसके जैसे कई अन्य सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकियों हैं जो उभर कर आई है और विनिर्माण उद्योगों की उन्नति में योगदान किया है यह बहुत महत्वपूर्ण हैं और हमें यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि ये सभी अलग अलग नई प्रौद्योगिकियों बेहतर स्थिरता के लिए शामिल की जानी चाहिए प्रौद्योगिकी की उन्नति उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों कम लागत वाले उत्पादों और उत्पाद जो कम समय में निर्मित होते हैं के साथ विनिर्माण की सुविधा देता है तो ये बहुत महत्वपूर्ण हैं इसलिए विकसित होने वाले उत्पाद की गुणवत्ता को इन नई प्रौद्योगिकियों के द्वारा सुधार किया जाना चाहिए फिर उत्पादन की लागत कम होनी चाहिए ताकि उत्पाद बाजार में कम संपूर्ण कीमत पर और बाजार में तेजी से आ सके उत्पादन जीवनचक्र को कम किया जाना चाहिए इसलिए वहाँ विनिर्माण समय कम हो जाता है वैश्विक बाजार में प्रौद्योगिकी उन्नति की भूमिका परंपरागत निर्माण प्रणाली से स्वचालित प्रणाली में परिवर्तित करने के बारे में है टेक्नोलॉजी इसमें अधिक चपलता तेजी से विकास और लचीला परिवर्तनशील बनाए रखने योग्य उत्पादों को बनाने में मदद कर सकती है सरकारी विनियमन के संदर्भ में जनता और निजी क्षेत्रों की सुरक्षा करने में सक्षम होना भी आवश्यक है उद्यमों की रक्षा करना आवश्यक है तो उद्यम की रक्षा के लिए अलग अलग उद्यमों की अपनी अलग अलग आवश्यकताएं हैं और विभिन्न नियमों और नियमों को बनाते समय इनको ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया जाना चाहिए जो कि इन संगठनों की बेहतर सेवा और कम लागत के सामान की पेशकश करने के लिए मदद करें इसलिए सरकारी विनियमन मूल रूप से अनुचित प्रतिस्पर्धा से बचने में मदद करेगा और स्थायी पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए कर्मचारियों सहित सभी के विकास पर विचार किया किया जाना चाहिए इसलिए सरकार के नियम बहुत महत्वपूर्ण हैं हम सरकारी नियमों के बारे में बात कर रहे हैं अलग अलग विचार हैं या विभिन्न प्रकार के नियम हैं इनमें से कुछ नियम मूल रूप से आर्थिक मुद्दों पर प्रत्यक्ष प्रभाव रखते हैं उनमें से कुछ ने सामाजिक मुद्दों पर और कुछ ने पर्यावरण मुद्दे पर विचार किया है आर्थिक मुद्दे इन नियमों में से कुछ के बारे में बात करते हैं जब एक व्यवसाय शुरू होगा जब एक संस्था मूल रूप से एक व्यवसाय में प्रवेश करती है मूल्य आकलन आम तौर पर यहां सरकार के नियम हैं जो इस मूल्य आकलन में मदद करेगा फिर सामाजिक मुद्दे जो संचार के चैनलों के बीच चैनल खोलने में अनिवार्य रूप से मदद करते हैं हो सकता है कर्मचारियों और उद्यम के बीच या प्रबंधन और पर्यावरण के मुद्दे पर्यावरण की सुरक्षा की चिंता करते हैं विनिर्माण प्रक्रिया में पर्यावरण मुद्दे बहुत महत्वपूर्ण हैं सरकार नियम पर्यावरण की रक्षा के लिए होना चाहिए क्योंकि अगर किसी प्रकार की उत्पादन प्रक्रिया होती है जो बहुत अधिक अपशिष्ट पैदा करती है और बदले में पर्यावरण को नुकसान पहुँचाती है पानीभूमि विभिन्न औद्योगिक कचरे से भर जाती है सरकार के नियम हैं जो इन अपशिष्टों को कम करने के तरीके के बारे में और जो कचरा उत्पन्न हो गया है उसे भी ठीक से संभाल ले जाने के लिए बात करते हैं वहाँ रोजगार विज्ञापन श्रम श्रम कानून से संबंधित सरकारी नियम हैं पर्यावरण के नियम हैं श्रमिकों की सुरक्षा से संबंधित नियम सभी की सुरक्षा स्वास्थ्य नियम हैं और व्यक्तियों की गोपनीयता सुरक्षा है मूल रूप से रोजगार और श्रम नियम वेतन और वेतन से संबंधित कानूनों का प्रतिनिधित्व करते हैं चीज़ें जैसे कि सेवानिवृत्ति योजनाओं के संदर्भ में श्रमिकों को लाभ स्वास्थ्य और सुरक्षा के मुद्दे का अनुपालन उचित काम करने की परिस्थिति प्रवासी कर्मचारियों के मुद्दे जैसे कि वीजा और भी कई पदोन्नति के मामले में रोजगार में समान अवसर और विभिन्न जातीयता से संबंधित सभी श्रमिकों को समान मंच प्रदान करना प्रावधान अधिकार या उच्चतर श्रेणी स्थान ये विभिन्न प्रकार के विनियम हैं यह आमतौर पर सभी उद्योगों में होते हैं विज्ञापन के संदर्भ में विज्ञापन नियम ग्राहकों की रक्षा करते हैं एक उत्पाद के बारे में दृढ़ ईमानदारी सार्वजनिक रूप से सूचना विनियमन फिर वितरण और निर्माण प्रक्रिया में पारदर्शिता पर्यावरण नियमों का मतलब है अलग अलग कृत्यों अलग अलग एजेंसियों जैसे पर्यावरण संरक्षण एजेंसी द्वारा नियमों को बनाए रखा जाता है स्वच्छ हवा को बनाए रखना मिट्टी पर विभिन्न जल निकायों नदियों के पानी पर रसायनों का असर सुरक्षा और सुरक्षा की जानकारी से संबंधित एकांत नियम विशेष रूप से संवेदनशील जानकारी जो कि विभिन्न कर्मचारियों और अन्य हितधारकों के बारे में किसी विशेष उद्यम द्वारा एकत्र किया जाता है सुरक्षा और स्वास्थ्य नियम स्वास्थ्य प्रदान करने वाले स्वास्थ्य मुद्दों और काम का माहौल समग्र सुरक्षा और कार्यस्थल सुरक्षा की चिंता करेंगे ये विभिन्न प्रकार के सरकारी नियमावली हैं जनसंख्या वृद्धि विनिर्माण उद्योग के लिए जनसंख्या वृद्धि की निगरानी महत्वपूर्ण है यह उद्योग की वृद्धि खाद्य आपूर्ति प्रजनन क्षमता समाजशास्त्र अर्थशास्त्र राजनीति उद्योग स्थानों और उपलब्ध भूमि के उपयोग को प्रभावित करता है वहाँ जनसंख्या वृद्धि के आधार पर तीन विभिन्न प्रकार के देश हैं विकसित देश फिर उभरते हुए देश और विकासशील अर्थव्यवस्थाएँ So the population growth of countries developing and disadvantage is typically greater than the population growth of the developed and advantaged countries इसलिए विकासशील और पिछड़े देशों की जनसंख्या वृद्धि आमतौर पर विकसित और अधिकार प्राप्त देशों से अधिक होती है जनसंख्या वृद्धि 1950 से 2050 तक की संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार जनसंख्या वृद्धि विकसित देशों में 32 प्रतिशत से 13 प्रतिशत के बीच कम हुई है उभरते तथा विकासशील देशों में 8 से 20 प्रतिशत के बीच वृद्धि हुई है इसलिए जनसंख्या वृद्धि पर आर्थिक दृष्टिकोण दो प्रकार के हो सकते हैं निराशावादी दृष्टिकोण और आशावादी दृष्टिकोण जनसंख्या वृद्धि का निराशावादी दृष्टिकोण मूल रूप से आर्थिक विकास को प्रभावित करता है और आशावादी इसके विपरीत मूल रूप से वैश्वीकरण के मुद्दों जैसे जनसंख्या बढ़ने के कारण व्यापार और वाणिज्य की वृद्धि के बारे में वार्ता करता है तो निराशावादी दृष्टिकोण मूल रूप से समग्र आर्थिक विकास में बाधा उत्पन्न करता है और दूसरी ओर आशावादी दृष्टिकोण मूल रूप से वैश्विक मुद्दों को बढ़ाता है जैसे कि व्यापार तथा वाणिज्य जनसंख्या वृद्धि स्थिरता के संदर्भ में एक बहुत महत्वपूर्ण विचार है इसलिए मूल रूप से यदि यह वृद्धि अर्थव्यवस्था के समग्र विकास के अनुरूप नहीं है तो यह उस विशेष अर्थव्यवस्था के लिए आपदा बन जाएगा अंतिम मूल रूप से आर्थिक संकट मंदी अर्थव्यवस्था के गिरने का विचार है तो आर्थिक संकट मूल रूप कुछ महीनों की अवधि के लिए होता है तो यही संकट है दूसरी ओर मंदी आर्थिक गतिविधि की गिरावट के बारे में बात करती है इसका मतलब है कि अर्थव्यवस्था की मंदी और घातीय गिरावट हो जाना जब आर्थिक गतिविधियां वापिस बढ़ती है अब अर्थव्यवस्था की शुरुआत या बढ़त होती है तो मूल रूप से मंदी से एक तरह से तेज वृद्धि होती है डिप्रेशन मंदी की चरम सीमा है जिसे घातीय बेरोजगारी वृद्धि के द्वारा देखा जाता है उपलब्ध ऋण में कमी व्यापार और वाणिज्य में महत्वपूर्ण कमी तथा विशाल संख्या दिवालिया होने की परिणामस्वरूप भी हो सकता है और उस समय मुद्रा मूल्य में अस्थिरता आती है और यदि इसकी अवधि दो साल से अधिक है तो यह मंदी की चरम सीमा का मामला होता है तो हम आर्थिक संकट से शुरू करते हैं तो यह होगा कुछ महीनों के लिए फिर मंदी अर्थव्यवस्था का तेजी से मंदी और उसके बाद डिप्रेशन होता है यह डिप्रेशन मूल रूप से मंदी का चरम मामला है जहां ये सभी चीजें होती है तो अब हम इनमें से प्रत्येक के दृश्य को देखें इसलिए मूल रूप से अगर हम संकट के बारे में बात करते हैं तो ऐसा मानते हैं कि यह आर्थिक संकट है फिर आता है मंदी का दौर मंदी और अगला एक मूल रूप से है डिप्रेशन इसलिए धारणात्मक यह इसके जैसा दिखेगा अगर मंदी पर आर्थिक संकट है तो अलग अलग प्रमुख जिंस की कीमतों में कमी होगी और उत्पादकता बढ़ाने और संपूर्ण लागत को कम करने के लिए क्या महत्वपूर्ण है वह समाधान बन जाता है इसलिए इस तरह का आर्थिक संकट और मंदी यथासंभव सुनिश्चित ही टाला जाना चाहिए प्राकृतिक संसाधनों की खपत के मामले में यह सबसे बड़ी चिंताओं में से एक है चूंकि इसका पर्यावरण के अनुकूल विकास पर प्रभाव पड़ता है तो आर्थिक रूप से स्थायी विकास के विपरीत यह सबसे बड़े मुद्दों में से एक है क्योंकि विकासशील देशों में प्राकृतिक संसाधन राजस्व का मुख्य स्रोत हैं यह सामाजिक संघर्षों के प्रमुख स्रोतों में से एक है इसलिए मूल रूप से खनन तेल और गैस की निकासी जनसांख्यिकीय बदलाव सामाजिक व्यवहार राजनीति प्रौद्योगिकी आर्थिक स्थितियों कठिन आर्थिक स्थितियों के बारे में चिंता है इन सभी का प्राकृतिक संसाधन के परिपेक्ष में प्रमुख योगदान है तो प्राकृतिक संसाधन दो प्रकार के हो सकते हैं नवीकरणीय और गैर नवीकरणीय कोयला तेल गैस गैर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के उदाहरण हैं और फिर सौर पानी हवा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के उदाहरण हैं इसलिए इन सभी बातों पर हमने चर्चा की है क्योंकि यदि आपको याद है कि हमने इस S over SD सूत्र के साथ शुरुआत की थी इसलिए इस S over SD की गणना के लिए जो मूल रूप से हमारे पास स्थिरता कारक है इन सभी विभिन्न मुद्दों को हमने देखा प्रौद्योगिकी के मुद्दे सरकार विनियमन जनसंख्या वृद्धि संकट मंदी डिप्रेशन और प्राकृतिक संसाधन की खपत और वे इसी तरह की चीजें हैं हम यह भी समझ चुके हैं कि ये कैसे हैं क्या हैं और इन मुद्दों पर विचार करना क्यों महत्वपूर्ण है इसलिए जबकि हम इन सभी चीजों को समझ चुके हैं अब हमें मूल रूप से S over SD सूत्र पर ध्यान देने की आवश्यकता है S ओवर SD मूल रूप से स्थिरता पर स्थिर विकास है और इसके लिए S ओवर SD सभी मापदंडों का एक फंक्शन है तो वह सभी मापदंड जिन्हें हमने पिछली कुछ स्लाइड में देखा है इसे मूल रूप से एक फ़ंक्शन के रूप में फिर से लिखा जा सकता है जहां I S over E के बराबर है और S मूल रूप से स्थिरता के प्रति परिवर्तन है और Y मूल रूप से स्थिरता S का E की ओर परिवर्तन का प्रतिपादक है तो यह मूल रूप से समग्र सूत्र है जिसे हमने शुरू में देखा इस S ओवर SD फॉर्मूला जो कि S ओवर SD की गणना यह सहयोग देते हैं और यह कारक मूल रूप से यह बात करता है कि यह विशेष कार्य स्थिर है या नहीं तो अंत में ये इन संदर्भों में से कुछ हैं जिन्हें आप क्रम से देख सकते हैं और इन अवधारणाओं को अधिक विस्तार से समझ सकते हैं Thank you